नमस्ते और इस पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है जिसे इंजीनियर्स और अन्य गैर जीवविज्ञानियों के लिए जीव विज्ञान कहा जाता है मेरा नाम मधुलिका दीक्षित है और मैं जैव प्रौद्योगिकी विभाग में एक संकाय हूँ और मैं अपने सहकर्मी प्रोफेसर जीके सूरिश कुमार के साथ यह पाठ्यक्रम ले रहा हूँ अब जब इंजीनियरों और गैर जीवविज्ञानी के लिए इस पाठ्यक्रम को लेने का विचार मेरे सामने लाया गया तो यह विचार जीव विज्ञान को अनिवार्य रूप से एक स्तर पर लाना था जो कि गैर जीवविज्ञानी द्वारा आसानी से लिया जाएगा तो उन छात्रों के लिए जिन्होंने पहले से ही जीव विज्ञान में किसी तरह का कोर्स कर लिया है बहुत सारी चीजें बहुत मौलिक लगेंगी हालांकि इस पाठ्यक्रम का पूरा विचार जैविक जीवन की बुनियादी विशेषताओं को अनिवार्य रूप से उजागर करना है अब अधिकांश समय जब मैंने इंजीनियरिंग के छात्रों के साथ इस तरह के कोर्स किए हैं मैंने हमेशा एक आशंका डर पर ध्यान दिया है जैविक पाठ्यक्रम सीखने की कोशिश करने के संदर्भ मैं वह यह है कि यह एक विषय है जिसके लिए बहुत याद करने की आवश्यकता होती है मैं यहां छात्रों को यह बताना चाहता हूं कि वास्तव में बहुत सारे शब्द हैं जो बहुत कठिन लगते हैं लेकिन मैं आपको यह भी समझना चाहूंगा कि जीव विज्ञान एक बहुत ही शिशु अवस्था में है उदाहरण के लिए भौतिकी या रसायन विज्ञान जहां रसायन विज्ञान और भौतिकी के लॉजिक बहुत अच्छी तरह से परिभाषित हैं जीव विज्ञान के लिए हम अभी भी उन लॉजिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए इस पाठ्यक्रम में हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जैविक जीवन कैसे संचालित होता है और यह भौतिक प्रतिक्रियाओं के संदर्भ में प्रतिक्रियाओं के संदर्भ में कैसा है जो जीवन को जीवित रखने और बनाए रखने में मदद करता है तो मुझे अपने पहले व्याख्यान या जीवन की उत्पत्ति पर स्लाइड के पहले सेट के साथ इस पाठ्यक्रम को शुरू करने दें अब जीवन या जीवन की उत्पत्ति एक बहुत ही पेचीदा विषय है क्योंकि बहुत लंबे समय के लिए हम अभी भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए हैं कि जीवन वास्तव में कैसे विकसित हुआ लेकिन इससे पहले कि मैं आज के वास्तविक विषय पर पहुंचूं जो जीवन का मूल है यह समझना महत्वपूर्ण है कि जीवन की विशेषताएं क्या हैं वह क्या है जिसे आप जीवन कहते हैं और यह कैसे निर्जीव चीजों से अलग है ठीक है जो कुछ भी आप अपने आसपास देख रहे हैं जो जीवित है आप देखेंगे कि कुछ विशेषताएं हैं जो मूल रूप से दुनिया भर में आम हैं चाहे आप बैक्टीरिया से शुरू करते हैं आप एक पौधे पर जाते हैं आप एक कवक जीव में जाते हैं या आप जाते हैं मनुष्य जीव में आप पाते हैं कि जीवन की कुछ विशेषताएं हैं जो निरंतर बनी हुई हैं और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है सभी को दोहराने और पुन पेश करने की क्षमता अब यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो जीवित दुनिया को निर्जीव दुनिया से अलग करती है लेकिन ऐसा करने के लिए इसे जीवित रखने के लिए इसके चरित्र को पारित करने के लिए यह पूर्वजन्म है या इसे ऑफ स्प्रिंग्स के रूप में जैसा कि हम इसे कहते हैं एक जीव पूरी तरह से कई प्रक्रियाओं से गुजरता है और इनमें यह क्षमता शामिल है भोजन का उपयोग अगर जरूरत हो तो भोजन को संश्लेषित करने की क्षमता है यह भोजन को पचाने की क्षमता है यह बेकार सामग्री को बाहर निकालने और मशीन को चालू रखने की क्षमता है तो दूसरे शब्दों में जीवन या किसी भी जैविक प्रणाली एक बहुत ही उच्च गतिशील प्रणाली है और यह जीवित और प्रजनन का एकमात्र उद्देश्य है तो यह जीवन का एक ऐसा चरित्र है जो बहुत ही अनोखा है और हम अभी भी हैरान हैं और हमारे पास अभी भी जीवन का पूरा जवाब नहीं है कि वास्तव में इस धरती पर जीवन कैसे विकसित हुआ है लेकिन पुरातत्वविदों द्वारा आणविक जीवविज्ञानी archaeologists द्वारा भूवैज्ञानिकों द्वारा किए गए बहुत सारे अध्ययनों ने देखा है कि आज के रूप में पर्याप्त प्रमाण हैं जिनके साथ हम आत्मविश्वास से कह सकते हैं या कम से कम यह अनुमान लगा सकते हैं कि जीवन का वर्तमान रूप गैर जीवित चीजों से विकसित हुआ है दूसरे शब्दों में हम अनिवार्य रूप से रासायनिक प्रतिक्रियाओं chemical reactions से विकसित हुए हैं तो आइए जानें कि पृथ्वी का इतिहास कैसा है और पृथ्वी के इतिहास के दौरान जीवन वास्तव में कैसे विकसित हुआ अब अगर आप स्लाइड में सूचना देखते हैं यदि आप पृथ्वी के जीवन को समग्र रूप से देखते हैं और यहाँ मैंने एक घड़ी और समय के पैमाने या अरबों वर्षों के संदर्भ में देखा है तो आप क्या नोटिस करेंगे रेडियो सक्रिय डेटिंग का अनुमान है कि पृथ्वी की उत्पत्ति चारकहीं आठ अरब साल पहले हुई थी और सबसे प्रारंभिक जीवाश्म रिकॉर्ड जो जीवन रूपों के अस्तित्व का सुझाव देते हैं लगभग एक अरब साल बाद है इसलिए हमारे लिए यह अनुमान लगाना संभव है और अब आपके पास जीवाश्म रिकॉर्ड के माध्यम से पर्याप्त प्रमाण हैं कि पृथ्वी के अस्तित्व के सात सौ से आठ मिलियन वर्षों के भीतर जीवन की उत्पत्ति हुई होगी तो जीवन का विकास कैसे हुआ हम आज इस कक्षा में बात करेंगे लेकिन मैं आपको यह समझना चाहता हूं कि यह शुरुआत में रासायनिक प्रतिक्रियाओं का एक सेट था और ये रासायनिक प्रतिक्रियाओं का सेट वास्तव में संभव था क्योंकि पृथ्वी की ऐसी प्रतिक्रियाओं के लिए वातावरण अत्यधिक अनुकूल था और आपको ध्यान में रखते हुए पृथ्वी के प्रारंभिक जीवन में उस समय पृथ्वी का वातावरण आज के समय से बहुत अलग है जो अनिवार्य रूप से वायुमंडलीय ऑक्सीजन से भरा है तो दूसरे शब्दों में पृथ्वी के इतिहास का प्रारंभिक चरण इसमें अत्यधिक कम करने वाला वातावरण था और मैं इस पर वापस आऊंगा जब हम प्रयोगों के बारे में बात करते हैं जो वास्तव में यह साबित करने के लिए चलते हैं कि प्रारंभिक जैविक अणु वास्तव में कैसे संश्लेषित हुए तो पृथ्वी लगभग 46 से 48 बिलियन वर्ष पुरानी प्रतीत होती है जल्द से जल्द जीवाश्म रिकॉर्ड लगभग 36 से 38 बिलियन वर्ष पुराने हैं और कहीं न कहीं जीवन के बीच वास्तव में विकसित हुआ है और हम जो निरीक्षण करते हैं वह जीवन के शुरुआती रूपों में से एक है जो कि हम आज भी देखते हैं और वे जीवाणु रूप हैं तो यह दिलचस्प है कि जो कुछ विकसित हुआ या जो तीन अरब साल पहले अस्तित्व में आया वह पिछले 35 से 4 बिलियन वर्षों से जीवित है और इस प्रक्रिया में प्रोकार्योट्स भी विकसित हुए हैं और वृद्धि दी है जिसे हम आज के जीवन के विभिन्न रूपों के रूप में सोचते हैं तो हम इस पर वापस आते हैं और इसे चरणबद्ध तरीके से देखते हैं इसलिए सादगी के लिए हम आज या यों कहें कि भूवैज्ञानिक उत्खनन से लेकर रासायनिक प्रतिक्रियाओं से लेकर आणविक जीव विज्ञान तकनीकों तक सादगी के लिए जीवविज्ञान के विश्वासों और विश्वासों के आधार पर विभिन्न प्रमाणों पर आधारित हैं जीवन की इस प्रक्रिया को विभाजित किया है और यह तीन अलग अलग चरणों में अस्तित्व या उत्पत्ति है पहला चरण रासायनिक विकास का है अब यह वह चरण होना चाहिए जो पृथ्वी के जीवन के शुरुआती चरणों के दौरान विकसित हुआ होगा जब पृथ्वी की पपड़ी बहुत गर्म थी सामग्री अभी भी शांत नहीं हुई है महासागरों स्प्रिंग्स गर्म पूल अभी भी उबल रहे थे वातावरण बहुत कम रहा था और यह इस चरण के दौरान है कि संभवतया कुछ प्रकार के भूगर्भीय परिसरों या अणुओं ने कार्बनिक अणुओं के प्रारंभिक बहुत इमारत ब्लॉकों के निर्माण के लिए बातचीत की होगी हम इस पर आएंगे फिर सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि किस तरह के रसायन विज्ञान से अलग जीवन की स्थापना की जाती है और यह इन अणुओं की क्षमता है कहीं इतिहास के दौरान एक संपत्ति में विकसित होने के लिए यह खुद को दोहरा सकती है अब यह सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है मैं कहूंगा जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में क्योंकि यह इस स्तर पर है जो आप पाएंगे कि शायद रासायनिक संस्थाओं के एक सेट से एक संपत्ति विकसित करने में सिस्टम बदल गया है जहां वे आत्म प्रतिकृति कर सकता था और फिर आखिरी चरण आता है जो संभवत शेष चरण के लिए यहां से पूरे रास्ते के अनुरूप होगा जो आज तक हम देखते हैं वह विकास है और हम विकास से क्या मतलब है यह शुरू में रासायनिक संस्थाओं का एक सेट था सभी एक साथ बैठे थे रासायनिकइन सेटों ने अणुओं के आत्म प्रतिकृति की क्षमता विकसित की होगी और फिर जल्द ही या बाद में इन संस्थाओं ने खुद को जीव जैसी संस्थाओं में संलग्न किया होगा जो कि थे प्रारंभिक प्रोकैरियोट्स और फिर प्रोकैरियोट्स जीवन के बहुत अधिक जटिल रूपों में विकसित हो गए जिसे आप यूकेरियोट्स कहते हैं एक बहु कोशिकीय जीवों को पौधों के लिए एक बहु कोशिकीय जीव जानवरों को और फिर वर्तमान में इंसान तो इस अर्थ में सादगी के लिए हम जीवन के इस विकास को तीन चरणों में विभाजित करते हैं रासायनिक विकास जीवन द्वारा प्रतिकारक क्षमता का अधिग्रहण और जीवन के इन प्रारंभिक रूपों का विकास जिसे हम आज जटिल जीवों के रूप में देखते हैं जटिल पौधे तो चलिए जाने कि जीवन की उत्पत्ति के लिए विभिन्न सिद्धांत और प्रमाण क्या हैं लेकिन इससे पहले कि मैं जीवन के सिद्धांतों और साक्ष्यों में शामिल हो जाऊं मैं कुछ चीजों को उजागर करना चाहता हूं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है कि इन सिद्धांतों का निर्माण कैसे हुआ यदि आप आज के किसी भी जीवित जीव को देखते हैं तो हम सभी जानते हैं कि हमारा हमारे शरीर के वजन का सत्तर प्रतिशत पानी से बना है लेकिन अगर आप सिर्फ सूखे वजन का हिसाब रखते हैं तो आप पाएंगे कि किसी भी जीवित के सूखे वजन का नब्बे प्रतिशत अनिवार्य रूप से इन प्रमुख तत्वों में शामिल होता है सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस और सल्फर इनके अतिरिक्त आपके पास लोहे तांबा जस्ता जैसे कुछ ट्रेस तत्व हैं लेकिन थोक मात्रा के संदर्भ में सबसे बड़ा या जो सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध है वह कार्बन है और यह कार्बन के रासायनिक गुणों को देखकर आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए क्योंकि कार्बन में सहसंयोजक बंधन बनाने की बहुमुखी क्षमता है सिर्फ खुद के साथ नहीं और इस प्रकार कार्बनिक अणुओं की एक अनंत लंबी श्रृंखला की ओर ले जाता है यह हाइड्रोजन और जैसे अन्य तत्वों के साथ सहसंयोजक बंधन भी बना सकता है तो उस अर्थ में कार्बन एक बहुत अच्छा तत्व लगता है और यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब भूवैज्ञानिक पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टानों और उल्कापिंडों की रासायनिक संरचना का विश्लेषण करते हैं जो हमें मारते रहते हैं तो वे कार्बन युक्त यौगिकों में बहुत समृद्ध पाए गए तो स्पष्ट रूप से कार्बन के कारण सबसे पहले इमारत ब्लॉकों का गठन किया गया था दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण जिसे हम आदिम पृथ्वी के वातावरण के रूप में कहते हैं अत्यधिक कम था जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है यह सात सौ से आठ सौ मिलियन वर्षों के शुरुआती वर्षों में है आप पाएंगे कि नाइट्रोजन अमोनिया मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण पृथ्वी का वातावरण अत्यधिक कम हो रहा था और वास्तव में इसका कोई अस्तित्व नहीं था वायुमंडलीय ऑक्सीजन तो पहली परिकल्पना क्या थी इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए पहली परिकल्पना को 1929 में अलेक्जेंडर ओपरिन और जेबीएस हैल्डेन द्वारा सामने रखा गया था और उन्होंने कहा कि बहुत पहले अणुओं या जैविक अणुओं में एरोसेन होगा क्योंकि छोटे अणुओं के अजैविक संश्लेषण के कारण तो शर्करा या अमीनो एसिड का पहला सेट इन अणुओं के एक मात्र अजैविक संश्लेषण द्वारा निर्मित होता और यह कैसे संभव हुआ होगा उनके अनुसार पृथ्वी के उस प्रारंभिक कम करने वाले वातावरण में किसी भी उच्च ऊर्जा निर्वहन या तो अल्ट्रा वायलेट रोशनी के रूप में या बिजली के रूप में पृथ्वी की सतह पर मौजूदा भूवैज्ञानिक अणुओं से सरल अणुओं के सहज संश्लेषण का पक्ष लिया होगा अब यह उन्नीस चौबीस और चौबीस साल बाद एक परिकल्पना का रास्ता था 1953 में वास्तव में स्टेनली मिलर और हेरोल्ड उरे द्वारा सच होने का प्रदर्शन किया गया था तो स्टेनली मिलर और उरे ने जो किया वह यह है कि उन्होंने इस तरह के एक प्राइमर्डियल पृथ्वी के वातावरण या प्राइमर्डियल सूप को बनाने की कोशिश की इस मामले में मेरा मतलब है कि पृथ्वी पर महासागरों के प्रारंभिक रूप अवश्य होने चाहिए एक बहुत ही उच्च तापमान पर रहा है और एक प्रयोगशाला सेटअप में बनाया गया है इसलिए उनके पास एक प्राइमर्ड सूप था और उनके पास बहुत अधिक तापमान पर समुद्र का वातावरण था जो कि उबलता पानी है उन्होंने मीथेन अमोनिया और हाइड्रोजन से मिलकर बहुत कम पर्यावरण के तहत जल वाष्प एकत्र किया अब इस कम किए गए वातावरण में जब ऊर्जा की आपूर्ति की गई थी अल्ट्रा वायलेट विकिरणों या प्रकाश की इलेक्ट्रोड के माध्यम से नकल करने के लिए जो कुछ भी अनायास उत्पन्न हो रहा था अंत में एक कंडेनसर के माध्यम से संघनित हो गया और फिर एकत्रित ध्रुव या संग्रह पर एकत्र किया गया शंक्वाकार की कुप्पी और जब वे इस ठंडे पानी की संरचना का विश्लेषण करते हैं तो उन्होंने अपने विस्मय को पाया कि इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड शामिल हैं जिन्हें हम आज भी देखते हैं जैसे कि एलिनिन और ग्लाइसिन शर्करा न्यूक्लिक एसिड और एडेनिन जैसे न्यूक्लिक एसिड आधार इसलिए यह उन्नीस उन्नीस में आगे की परिकल्पना के शुरुआती प्रमाणों में से एक था कि जैविक अणुओं के प्रारंभिक रूपों में एक अजैविक संश्लेषण होना चाहिए था लेकिन फिर बस छोटे अणु होने के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि अगर हम वर्तमान जीवन को देखें तो आप पाते हैं कि आपके पास मैक्रोमोलेक्यूल है न कि केवल छोटे अणु उदाहरण के लिए यदि आप प्लांट सेल को देखते हैं तो प्लांट सेल का बाहरी आवरण सेल की दीवार है और हम इसे तब आएंगे जब हम सेल संरचना और सेल फ़ंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जो वास्तव में ग्लूकोज का बहुलक है जो है से बना है जिसे आप सेलूलोज़ कहते हैं और ये विशाल बहुलक अणु हैं तो यह कैसे होता है कि ये अजैविक अणु अंततः पोलीमराइज़ करके उच्च क्रम के अणु बनाते हैं तो दूसरी परिकल्पना यह है कि पृथ्वी के शुरुआती चरण के दौरान जब पृथ्वी की पपड़ी अभी भी बहुत गर्म थी तो आप पाते हैं कि गर्म चट्टानें मिट्टी या रेत थीं और ऐसी गर्म परिस्थितियों में एक मोनोमर के साथ बातचीत करना बहुत आसान था निर्जलीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से एक और मोनोमर और चूँकि पृथ्वी की पपड़ी में पर्याप्त कार्बन युक्त पदार्थ उपलब्ध थे इसलिए संश्लेषण की दर हाइड्रोलिसिस की दर से बहुत अधिक थी तो यह पोस्टऑनलाइन है कि मोनोमेरिक इकाइयों के अजैविक संश्लेषण के बाद निर्जलीकरण की दर बहुत अधिक होने के कारण सहज पोलीमराइजेशन हो गया होगा और यह केवल गर्म चट्टान मिट्टी या रेत की उपस्थिति के कारण है जो इस रासायनिक प्रतिक्रिया को बढ़ावा देगा और इस बात का प्रमाण सिडनी फॉक्स द्वारा दिया गया था जहां वह एक गर्म मिट्टी पर वास्तविक कार्बनिक मोनोमर्स को टपकाता था विशिष्ट होने के लिए लोहे के पाइराइट पर या रेत पर जिसमें ये आवेशित स्थल होते हैं और उन्होंने पाया कि ये मोनोमेरिक अणु अंततः बहुलक अणुओं को बनाने के लिए एक साथ जुड़ेंगे और इस प्रक्रिया में यह धातु के आयन हैं जोमदद या सुविधा प्रदान प्रक्रिया मेंकर रहे हैं संक्षेपण का तो हम जानते हैं या अब हम मानते हैं कि हाँ जैविक अणुओं का प्रारंभिक सेट अजैविक संश्लेषण से था तो आपने इन अणुओं के बहुलकीकरण को समाप्त कर दिया और फिर सवाल यह है कि प्रतिकारक क्षमता कब शुरू होगी क्योंकि यह सब कुछ है हम सिर्फ रासायनिक प्रतिक्रियाओं के बारे में बात कर रहे हैं जो एक प्राइमर्डियल पृथ्वी में हो रही है जिसे अत्यधिक कम करने वाला वातावरण मिला है अभी भी वायुमंडलीय ऑक्सीजन नहीं है और इसकी अभी भी बहुत गर्म सतह है लेकिन जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रस्तुति के प्रारंभिक भाग में बताया था जो निर्जीव चीजों से जीवन को अलग करता है वह दोहराने की क्षमता है इस समय हमारे पास इस बात का स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि गैर प्रतिकृति से प्रतिकृति के रूप और जीवन में यह परिवर्तन कैसे हुआ लेकिन अगर कोई यह देखना चाहता था कि अणुओं का कौन सा सेट आदर्श सर्जक होगा इस प्रक्रिया में हमारे पास अब पर्याप्त सबूत या सुझाव हैं जो यह सुझाव देते हैं कि जल्द से जल्द आनुवंशिक सामग्री आरएनए होनी चाहिए अब इससे पहले कि हम यह सोचते हैं कि यह आरएनए होता एक जीवित दुनिया में सूचना के प्रवाह को समझना महत्वपूर्ण है और हम सभी जानते हैं और हमारे सिस्टम में उस मामले के लिए किसी भी जीव अधिकांश जानकारी को आप आज के रूप में डीएनए के रूप में कहते हैं और फिर इस डीएनए को स्थानांतरित किया जाता है और इस प्रक्रिया को आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन के रूप में कहा जाता है इसके बाद आपके शरीर या सेल के वास्तविक काम के घोड़े जो कि प्रोटीन है लेकिन अगर किसी को आरएनए को देखना था इसलिए हम बाद के वीडियो में आरएनए के लिए डीएनए प्रतिलेखन की प्रक्रिया आरएनए से प्रोटीन अनुवाद की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे लेकिन आज के लिए हम अपना ध्यान RNA पर केंद्रित करेंगे इसलिए पर्याप्त प्रमाण हैं जो बताते हैं कि आरएनए शायद सबसे प्रारंभिक आनुवंशिक सामग्री थी और यह उन्नीस अस्सी के दशक में हाल के निष्कर्षों से भी समर्थित था जहां सिडनी ऑल्टमैन और टीम कि आरएनए न केवल बहुलककृत कर सकती है इसकी क्षमता भी है खुद को साफ करने के लिए तो यह न केवल एक अणु के रूप में कार्य करता है जो खुद को पोलीमराइज़ कर सकता है यह एक एंजाइम के रूप में भी कार्य कर सकता है और आरएनए की यह उत्प्रेरक गतिविधि प्रोटीन पर निर्भर नहीं है तो यह इस अर्थ में एक बहुत ही बहुमुखी न्यूक्लिक एसिड अणु है कि यह न केवल खुद को पोलीमराइज़ कर सकता है यदि आवश्यकता हो तो यह दरार कर सकता है और यदि आवश्यकता हो तो यह एक एंजाइम के रूप में भी कार्य कर सकता है इससे भी अधिक रोचक और पेचीदा बात यह है कि जैसा कि हम प्रोटीन संश्लेषण के विवरण में जाते हैं प्रोटीन संश्लेषण में कई चरण आरएनए पर निर्भर होते हैं उदाहरण के लिए वास्तविक मशीनरी जो अमीनो एसिड की इस पूरी श्रृंखला को एक प्रोटीन में डालती है जिसे आप राइबोसोम कहते हैं रासायनिक रूप से आरएनए से बना होता है दो तिहाई राइबोसोम आरएनए से बने होते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं आज की दुनिया में भी जहाँ डीएनए तथाकथित हमारी अनुवांशिक सामग्री जिसकी पूरी कूटबद्ध जानकारी है डीएनए को दोहराने की जरूरत है यह आरएनए पर निर्भर करता है और मैं इस बारे में बात करूंगा जब हम डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं इसलिए हमारे पास अभी भी ठोस सबूत नहीं है लेकिन आरएनए के ये सभी गुण इसे एक बहुत ही दिलचस्प अणु बनाते हैं जो कि शायद जल्द से जल्द अणु है जो दोहराने की क्षमता प्राप्त करने में सक्षम है फिर चौथा सिद्धांत है कोशिकाएं अस्तित्व में कैसे आईं मेरा मतलब यह सब है जबकि हम केवल मोनोमर्स के रासायनिक संश्लेषण के बारे में बात कर रहे हैं बड़े रूपों के लिए उनका बहुलकीकरण उम्मीद के मुताबिक प्रतिकृति क्षमता का अधिग्रहण लेकिन फिर आप कोशिकाओं को कैसे प्राप्त करते हैं और यह वह जगह है जहां हमें यह विचार करना है कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता संभावना है कि स्रोत तिरछे हो गए कम और कम हो गए अणुओं के इन क्लस्टर के लिए गार्ड की तरह और उनकी संपत्तियों को बनाए रखने के लिए कहीं अधिक इकाई थी और इस प्रक्रिया में क्या होता है कि लिपिड अणु लिपोसोम की तरह इकट्ठे होते ये उभयचर हैं इस अर्थ में कि उनके पास एक ध्रुवीय सिर है और एक गैर ध्रुवीय पूंछ है और ये यह ऐसा है जैसे आप साबुन का घोल लेते हैं और जब आप इसे पानी में छोड़ते हैं तो ये लिपिड अणु बुलबुले बनाने से समाप्त हो जाएंगे इसलिए इन प्रारंभिक लिपिड लिपोसोमों ने किसी तरह इन अघोषित रूप से संश्लेषित आत्म प्रतिकृति जैविक अणुओं को जीवन का पहला और सबसे प्रारंभिक रूप बनाने के लिए संलग्न किया होगा जिसे आप प्रोटोबिएंट्स कहते हैं और कहीं कहीं लाइन के नीचे प्रोटोबायन्ट्स प्रोकैरियोट्स में विकसित हो जाते लेकिन ध्यान रहे इस समय अजैव संश्लेषण से प्रोकैरियोट्स के सभी तरह के परिवर्तन रातोंरात नहीं हुए हैं यह लाखों वर्षों में हुआ है और फिर प्रोकैरियोट्स का सबसे प्रारंभिक रूप विकसित हुआ है जिसे हम यूकार्योट्स के रूप में जानते हैं हम हम इस बारे में बात करेंगे जब हम कोशिका जीव विज्ञान के बारे में बात करते हैं और अंत में विकसित होगा जो हम आज बहुरूप में देखते हैं सेलुलर अत्यधिक विकसित जीवों के इसलिए यह यात्रा प्रोटोबीयन्ट्स से वर्तमान समय के जीवों तक हम उन्हें विकास के विषय में कवर करेंगे लेकिन अभी के लिए इसलिए आप पाते हैं कि चार परिकल्पनाएं हुई हैं छोटे अणुओं का अजैविक संश्लेषण छोटे अणुओं का बहुलकीकरण छोटे अणुओं को दोहराने की क्षमता और फिर इन जैविक सूपों या इन जैविक अणुओं के बाड़े के साधन लिपिड अणु और शायद प्लाज्मा झिल्ली के शुरुआती रूप लेकिन फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पृथ्वी के इतिहास में घटनाओं का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ रहा है और वह है ऑक्सीजन क्रांति तो अगर आप इस वक्र को देखते हैं जहाँ मैंने वर्तमान समय में वायुमंडलीय ऑक्सीजन को प्लॉट किया है है ना आप पाते हैं कि पहले की धरती में बहुत कम ऑक्सीजन थी लगभग ढाई अरब वर्षों के लिए आप पाते हैं कि वातावरण में शायद ही कोई ऑक्सीजन था इस मोड़ पर कुछ हुआ होगा जो अचानक फट गया होगा और अगर आपने देखा तो कुछ मिलियन वर्षों के भीतर शायद ही किसी भी ऑक्सीजन से एक बिंदु तक पहुंचने के लिए जहां वातावरण अत्यधिक ऑक्सीकरण हो जाता है और यह इस स्तर पर है हम पृथ्वी के जीवन में विश्वास करते हैं कि पौधे या प्रकाश संश्लेषक जीव विकसित हुए होंगे और इसका कारण बहुत स्पष्ट होना चाहिए इसका कारण यह है कि इस समय तक ढाई अरब वर्षों तक संसाधन कम हो गए होंगे इसने जीवों को जीवित रहने के लिए मजबूर किया होगा जैसा कि मैंने कहा जीवन की एक संपत्ति जीवित रहने के लिए है इसलिए अगर संसाधन कम और कम होते जा रहे हैं तो कार्बन कार्बोउस आंतरिक यौगिकों के सभी पूल ऊर्जा समृद्ध फॉस्फेट यदि वे समाप्त हो रहे हैं जीव चूंकि इसे जीवित रहने की आवश्यकता है इस ऊर्जा को प्राप्त करने के वैकल्पिक साधनों को खोजना होगा और एक संभव जिस तरह से यह किया गया है वह हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग करके प्रारंभिक चरणों में हमारी समझ के अनुसार कम करने वाली शक्ति का उपयोग करने के लिए होता लेकिन फिर भी हाइड्रोजन सल्फाइड समाप्त हो गया होगा और फिर जीव ने वास्तव में सौर ऊर्जा या सूर्य से ऊर्जा के असीमित पूल का उपयोग करने की एक बहुत चालाक रणनीति विकसित की होगी और इसलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विकसित हुई और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एक उप उत्पाद बन गया और परिणामस्वरूप वातावरण अत्यधिक ऑक्सीकरण हो जाता है अब यदि वातावरण अत्यधिक ऑक्सीकृत हो गया है तो अभी भी ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा जीव को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसे तोड़ना पड़ता है जो कि बड़े अणुओं को छोटी संस्थाओं में विभाजित करता है पहले यह काफी आसान था लेकिन अब इस ऑक्सीकरण वातावरण में इन पॉलिमर के कुशलतापूर्वक टूटने के लिए एक विशेष संरचना होना संभव था ऊर्जा की रिहाई और यह वह जगह है जहाँ यह पोस्ट किया गया है कि जिसे आप श्वसन कहते हैं उसका तंत्र विकसित हुआ है तो दूसरे शब्दों में हमने पृथ्वी पर प्रारंभिक जीवन को अत्यधिक कम करने वाले वातावरण में शुरू किया और कहीं न कहीं मैं लगभग छह अरब साल पहले दो बिंदुओं के करीब कहूंगा संक्रमण अवश्य हुआ है जहां जीव अधिक हो गए हैं सौर ऊर्जा का उपयोग करना शुरू कर दिया है और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे अन्य कम करने वाले यौगिकों से रासायनिक ऊर्जा और इस प्रक्रिया में उन्होंने उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन उत्पन्न करना शुरू कर दिया जिसके कारण अब वातावरण अत्यधिक ऑक्सीकरण हो गया तो रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नए सेट को विकसित करना पड़ा जो इन परिस्थितियों में ऑक्सीकरण की स्थिति में अभी भी ऊर्जा की रिहाई के लिए मोनोमर्स में पॉलिमर को तोड़ सकता है और यह कहीं यहीं है कि शायद माइटोकॉन्ड्रिया का विकास हुआ होगा तो आइए उस स्लाइड पर वापस आते हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा था तो यह वह जगह है जहां हमें लगता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई यह चरण था मैं यहाँ तक के सभी रास्तों से कहूंगा आप पाते हैं कि पृथ्वी का वायुमंडल अत्यधिक कम हो रहा होगा और फिर आपके पास प्रारंभिक जीवन के साक्ष्य हैं यहाँ कहीं है जो पृथ्वी के लगभग सात सौ मिलियन वर्ष बाद कहता है उत्पत्ति शुरुआती प्रोटोबायन्ट्स यहाँ कहीं विकसित हुए हैं बाद में आप प्रोकैरियोट्स के रूप में जिसे कहते हैं उसमें संक्रमण हुआ और फिर पर्याप्त उच्च ऊर्जा यौगिक उपलब्ध न होने और संसाधनों के कम और कम होने के कारण विकास का एक बिंदु ऐसा हुआ जहाँ जीव जंतु हुए सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपने स्वयं के भोजन को संश्लेषित करने की एक संपत्ति विकसित की होगी और इस प्रक्रिया में एक उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का उत्पादन किया तो यह पृथ्वी के जीवन में कहीं न कहीं इस बिंदु पर है कि पृथ्वी का वायुमंडल अत्यधिक ऑक्सीकृत हो गया और जैसे ही एक प्रक्रिया विकसित हुई प्रोकार्योट्स अच्छी तरह से बनने लगे जिसे हम यूकार्योट्स के रूप में आज कहते हैं हम इस बारे में बात करेंगे और फिर कहीं न कहीं क्योंकि यह जीवन अधिक से अधिक जटिल हो गया है ये एकल कोशिका यूकेरियोट्स बन गए हैं बहु कोशिकीय यूकेरियोट्स पौधे पशु और फिर अंत में मनुष्य बनने के लिए इसलिए संक्षेप में आज हम जो समझ रहे हैं वह यह है कि जीवन की उत्पत्ति अनिवार्य रूप से तीन चरणों में विभाजित है पहला चरण रासायनिक विकास का चरण है जो कार्बनिक अणुओं का अजैविक गठन है और यह बहुलकीकरण है दूसरा स्व संगठन है और इन पॉलिमर की क्षमता कहीं न कहीं प्रतिकृति की संपत्ति विकसित करती है और शुरुआती प्रोटोबियन बनती है और फिर वास्तविक प्रक्रिया आई जहां से जीवन फिर से अरबों वर्षों में विकसित हुआ और ये विकास चयापचय प्रतिक्रियाओं में विकास के संदर्भ में थे चयापचय प्रतिक्रियाओं से मेरा क्या मतलब है रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो एक जीवित जीव के अंदर होती हैं यह है कि कैसे हम चयापचय के रूप में कहते हैं ये चयापचय प्रतिक्रियाएं अब एक जीव को भोजन को संश्लेषित करने की अनुमति देती हैं और संश्लेषित भोजन होने पर भोजन को तोड़ने की क्षमता होती है अगर उसे थोड़ी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और अंततः एकल कोशिका वाले जीव से बहु कोशिकीय जीव में संक्रमण होता है एक बिंदु जो अभी भी पहेली है और जीवन में अभी भी बहुत पेचीदा है और जीवन का अध्ययन है कि जीवन के विभिन्न रूपों के बावजूद जो हम आज देखते हैं जो हमें वास्तव में दिलचस्प लगता है वह यह है कि जब हम कुछ मौलिक रासायनिक प्रतिक्रियाओं को देखते हैं जीव विज्ञान जिसे आप चयापचय प्रतिक्रियाओं के रूप में कहते हैं या जिस तरह से जानकारी हमारे डीएनए आनुवांशिक जानकारी में कोडित है आप पाते हैं कि प्रोकैरियोट्स से सही तरीके से मनुष्यों तक इनमें से बहुत सारे informations और प्रक्रियाओं को संरक्षित किया जाता है दूसरे शब्दों में वे कोड जिनके द्वारा संदेशों को डीएनए में संग्रहीत किया जाता है जानकारी को डीएनए में संग्रहीत किया जाता है आप पाते हैं कि कोडिंग के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा या जानकारी जीवन भर कमोबेश एक समान रही है सभी बैक्टीरिया से शुरू होती है जब आप हमारे रूपों और हमारे फेनोटाइप्स को देखते हैं तो मनुष्यों से रास्ता और फिर भी वे अत्यधिक विविध होते हैं फेनोटाइप हमारे भौतिक दिखावे हैं और हम अपनी अगली कक्षा में इनमें से कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे जो विकास पर है तो उस के साथ हम जीवन की उत्पत्ति समाप्त कर देंगे मैं आप से आग्रह करता हूँ की आप वीडियो देखे जो बहुत जानकारीपूर्ण हैं जो बहुत स्पष्ट रूप से और खूबसूरती से एनीमेशन के माध्यम से आप को समझाने की कोशिश करते है जीवन पृथ्वी पर कैसे विकसित हुआ